Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 57 Single Phase Transformer Contd Refer Slide Time 0021 तो जिस तरह से हमने लैगिंग पावर फैक्टर लोड किया है उसी तरह हम लीडिंग पावर फैक्टर करेंगे इस मामले में करंट लीड कर रहा है Refer Slide Time 0026 E22 को देखें यह एक काम है कृपया करके इसे करें मैंने एप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है मैं अभी इस V2 का उपयोग कर रहा हूं इसलिए I2 करंट लीडिंग है वोल्टेज I2 वोल्टेज V2 का नेतृत्व कर रहा है तो यह E2 है इसलिए यह एंगल I ∅2 I2 और V2 के बीच है और एंगल δ E2 और V2 के बीच है सब कुछ स्पष्ट रूप से चिह्नित है तो इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहा जाता है इसलिए E 2 cos δ V2 I2Re2cos∅2 I2Xe2 sin∅2 होगा तो अब हम मान लेते हैं δ 0 है और cos δ 1 होगा Refer Slide Time 0154 तो E2 V2 V2 I2 V2 मल्टीप्लाई Re2 cos ∅2 Xe2 sin∅2 होगा Refer Slide Time 0205 तो V20 V2 V2 वास्तव में उसी तरह होगा जो Z V2 V2 I2 है तो Re2 cos ∅2 Xe2 sin∅2 होगा सामान्य रूप से लैगिंग पावर फैक्टर का साइन है और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए संकेत है और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है तो यूनिटी पावर फैक्टर निकालने के लिए यूनिटी पावर फैक्टर रेगुलेशन को लोड करता है इसका मतलब है यहाँ देखो यहाँ भी पता चल सकता है कि यह एक Re2 V2 I2 से विभाजित है Refer Slide Time 0244 यह Re2 ZB2 से विभाजित है यह वास्तव में Re2 प्रति यूनिट और यूनिटी पॉवर फैक्टर लोड cos 1 है तो इसका मतलब है सामान्य रूप से यह एक ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है तो सामान्य तौर पर यह होगा कि मैं इसे यहां बना रहा हूं यह Re2 cos ∅2 Xe2 sin ∅2 होगा यदि यह एक लैगिंग पावर फैक्टर है या एक यूनिटी पावर फैक्टर है तो cos∅2 1 और sin∅2 0 होगा तो∅2 0 यह केवल प्रति यूनिट Re2 होगा या यदि यह एक लैगिंग पावर फैक्टर है तो यह इस टर्म से होगा यदि यह एक लीडिंग पावर फैक्टर है तो यह टर्म के साथ होगा इसे सामान्य रूप से ध्यान में रखना होगा तो केवल यह फार्मूला याद रखने की आवश्यकता है इसलिए यूनिटी पावर फैक्टर ∅2 0 है लैगिंग पावर के लिए जो साइन होना चाहिए वह और लीडिंग पावर फैक्टर साइन के लिए होना चाहिए तो यह इस बात के लिए है Refer Slide Time 0415 अगला है पोलरिटी टेस्ट यहाँ है कि हम कैसे प्रयोगशाला में पोलैरिटी का परीक्षण करते हैं जब यह परीक्षण करेंगे तब हम निश्चित रूप से देखेंगे कि यह कैसे होता है तो मान लीजिए कि यह पोलारिटी टेस्ट है Refer Slide Time 0424 तो a1 a2 लो वोल्टेज वाइंडिंग और कैपिटल A1 A2 हाई वोल्टेज वाइंडिंग है यह बात बताई गई है मान लीजिए कि यह पोलैरिटी इस तरह a1 a2 नहीं है इसमें a2 नेगेटिव है और a1 पॉजिटिव है उसी तरह कैपिटल A2 नेगेटिव है और कैपिटल A1 पॉजिटिव है यह वोल्टेज V1 है और यह V2 है और वोल्टेज वोल्टमीटर को कैपिटल A1 और छोटे a1 से जोड़ा गया है और यह पोलैरिटी है जो अब चिह्नित है अब यदि V1 डिफरेंस ऑपरेटर है मैं V1 का उपयोग कर रहा हूं यह एक डिफरेंस है एक डिफरेंस ऑपरेटर V2 है मेरे पास यह सिंबल है यही कारण है कि मैं एक छोटी एक्सरसाइज दे रहा हूं यही कारण है कि मैं V1 डिफरेंस V2 डिफरेंस ऑपरेटर लिख रहा हूं यह वास्तव में टिल्ड की तरह है तो यह एक के रूप में लिखा है और अगर यह इस तरह है फिर वाइंडिंग पोलैरिटी डायग्राम में चिह्नित हैं लेकिन मैंने एक डिफरेंस ऑपरेटर का उपयोग क्यों किया है जिसे पोलैरिटी के रूप में चिह्नित किया गया है और जो डायग्राम में भी प्रेजेंट है यह नहीं बदलेगा यह अपरिवर्तित है अगर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलती है तो एक अलग ऑपरेटर का उपयोग किया गया है और अगर मुझे V V1 V2 मिलता है तो एक वाइंडिंग के पोलैरिटी मार्जिन को इस तरफ या इस तरफ इंटरचेंज किया जाना चाहिए सिर्फ इंटरचेंज फिर इसे क्या कहा जाए फिर V V1 V2 प्राप्त करें मेरा मतलब है कि अगर यह एडिटिव है तो फिर एक वाइंडिंग के कोलाइटिस के निशान को आपस में जोड़ना चाहिए तो यह सब पोलैरिटी परीक्षण के लिए है वास्तव में कुछ भी नहीं है Refer Slide Time 0620 अब Rc और Xm को प्राप्त करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करना होगा इसका मतलब है ट्रांसफार्मर के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि पैरामीटर Rc Xm R1X1 R2 X2 इन सभी चीजों को प्राप्त कैसे करें इसलिए आम तौर पर ओपन सर्किट परीक्षणों में हम Rc और Xm प्राप्त करते हैं जो एक शंट है जिसे हम शंट पैरामीटर कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं ये शंट पैरामीटर हैं हम एक वास्तविक ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे Refer Slide Time 0648 अब ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हमें 1 एमीटर 1 वोल्टमीटर कनेक्ट करना है और सेकेंडरी साइड जो हाई वोल्टेज साइड वास्तव में प्रयोगशाला में खुला रहता है ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो कुछ भी है यह दोनों तरफ किया जा सकता है लेकिन प्रयोगशाला में आम तौर पर हम इसे LV साइड पर प्रदर्शित करेंगे जो आपूर्तिकर्ता को ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं LV साइड पर प्रदर्शन करते हैं न कि हाई वोल्टेज साइड पर लेकिन दोनों तरफ यह किया जा सकता है दोनों ओर कभी कभी मान लीजिए कि वोल्टेज स्तर उपलब्ध नहीं हो सकता है क्योंकि उच्च वोल्टेज कॉल प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं हो सकती है यही कारण है कि हम ओपन सर्किट करते हैं इसे लो वोल्टेज साइड पर करते हैं तो यह ओपन सर्किट टेस्टिंग के लिए लो वोल्टेज साइड है लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट प्रयोगशाला में हाय वोल्टेज साइड पर किया जाता है लेकिन एक बात बता दूं यह दोनों तरफ से किया जा सकता है तभी उसका परिणाम मिलेगा तो यह एममीटर जुड़ा हुआ है 1 वाटमीटर जुड़ा हुआ है और 1 वोल्टमीटर यहां है इस आपूर्ति में वोल्टेज V1 है Refer Slide Time 0756 यदि सप्लाई LV वोल्टेज साइड को दी जाती है और मान लें कि प्रयोगशाला में 110 से 220 वोल्ट है यानी लो वोल्टेज साइड 110 वोल्ट है और हाई वोल्टेज साइड जिसे 220 वोल्ट कहा जाता है फिर लो वोल्टेज साइड पर 110 वोल्ट दिया जाता है वास्तव में 110 वोल्ट दिया जाता है उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि यह लो वोल्टेज साइड 110 वोल्ट है और हाई वोल्टेज साइड मान लीजिए ट्रांसफार्मर में 2000 वोल्ट 2 केवी है प्रयोगशाला में कि 2 केवी उपलब्ध नहीं हो सकता है क्योंकि एक ओपन सर्किट परीक्षण के लिए फुल वोल्टेज की आवश्यकता होती है इसीलिए प्रयोगशाला में लो वोल्टेज साइड पर एक ओपन सर्किट टेस्ट करें लेकिन दोनों तरफ यह संभव है मेरा मतलब है कि सेम पैरामीटर Rc और Xm अप्लाई करने से सेम रिजल्ट मिलेगा Refer Slide Time 0842 तो व्हाटमीटर रीडिंग के मामले में यह साइड ओपन है यानी सेकेंडरी साइड ओपन है सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं है इसे ओपन सर्किट लिखा जाता है इसलिए जो भी वाटमीटर देगा वह मूल रूप से कोर लॉस देगा यह एक टर्म है क्योंकि एक ओपन सर्किट कोई लोड करंट कैरी नहीं करता और एम्मीटर I0 देगा कोई लोड करंट नहीं और वाटमीटर कोई लोड नहीं देगा और यह वोल्टेज 110 वोल्ट दे रहा है तो उस स्थिति में सब कुछ यहाँ लिखा गया है एम्मीटर I0 कोई भार नहीं देगा और वोल्टमीटर V1 वोल्टेज अप्लाई करेगा तो यह वाटमीटर रीडिंग पता है एमीटर करंट I0 पता है सप्लाई वोल्टेज V1 भी पता है इसलिए∅0 प्राप्त कर सकते हैं इसलिए V1 I0 cos ∅ 0 Wi होगा Refer Slide Time 0929 इसका मतलब है कि cos ∅0 WiV1 I0 जो कि कोई लोड पावर फैक्टर नहीं है उससे cos ∅0 मिलता है तो Ic की वैल्यू I0 cos ∅0 है हमने पहले देखा है Im की वैल्यू I0 sin ∅0 मिलेगा इसे इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं कि यह R1 और X1 है Refer Slide Time 0945 यह करंट I0 है यह साइड ओपन है इसीलिए सेकेंडरी साइड को ओपन सर्किट कहा जाता है R1 और X1 इसे यहाँ रखा गया है और यह करंट I0 है इसलिए Rc की वैल्यू निकालने के लिए V1 Ic करना होगा जिसमें Ic की वैल्यू I0 cos ∅0 से रिप्लेस की जाएगी इसी प्रकार Xm की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए V1Im करना होगा जिसमें Im को I0 sin ∅0 से रिप्लेस करेंगे यह I0 करंट बहुत छोटा है और ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी बहुत छोटा है इसलिए इसमें कोई इलाज नहीं होगा या फिर नो लोड कहा जाएगा ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लॉस नेगलिजिबल है Refer Slide Time 1039 यह सर्किट है लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट जैसा इसे देखा गया है इसमें R1 X1 यह नेगलेक्टेड नहीं है इसलिए यह एक इक्विवेलेंट सर्किट है बिना लोड के और यहां पर हर चीज एक ऐरो की द्वारा मार्क की गई है तो यह है कि I02 R1 यहां पर नो लोड कॉपर लॉस बहुत छोटा है नेगलिजिबल है और यहाँ वाटमीटर रीडिंग सिर्फ आयरन या कोर लॉस के बारे में बता रही है तो एक ओपन सर्किट टेस्ट के लिए क्या करेंगे Refer Slide Time 1059 यहां R1 j X1 में वोल्टेज ड्रॉप नेगलिजिबल है क्योंकि I0 बहुत छोटा है तो यह एक एप्रोक्सीमेट सर्किट है Refer Slide Time 1109 शॉर्ट सर्किट टेस्ट सीरीज पैरामीटर प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है Refer Slide Time 1114 अब वास्तव में एक ट्रांसफार्मर में अब यह शॉर्ट सर्किट टेस्ट है शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड पर किया जाता है क्योंकि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमें हाई वोल्टेज साइड पर टोटल वोल्टेज का मुश्किल से 5 से 8 प्रतिशत हिस्सा चाहिए होता है जो कि रेटेड करंट या फुल लोड करंट को प्रवाहित करता है सेकेंडरी क्या है जिसे लो वोल्टेज साइड कहा जाता है लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट है तो उस रेट को प्राप्त करने के लिए फुल लोड करंट प्रवाह करने के लिए या रेटेड प्रवाह करने के लिए यह शॉर्ट सर्किट यह लो वोल्टेज साइड इसे हाय वोल्टेज साइड पर रेटेड वोल्टेज के 5 से 8 प्रतिशत शायद बहुत छोटे वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो यह एक बहुत ही कम वोल्टेज सप्लाई के साथ यहां लिखा गया है और यह Vsc है तो यह सप्लाई आरएआर के लिए दी गई है जो VARIAC नामक एक उपकरण वेरिएबल रेजिस्टेंस सप्लाई के लिए कॉल करती है बस अगर इसे इस तरह से हिलाया जाए तो फ्यूज उड़ जाएगा क्योंकि यह करंट का इस्तेमाल करेगा क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट करंट है यह वोल्मीटर है वॉटमीटर से जुड़ा है और यह एमीटर है और यही वह है जो लो वोल्टेज वैल्यू शॉर्ट सर्किट कहता है यह शॉर्टेड है Refer Slide Time 1220 अब इस मामले में रेटेड करंट का 5 से 8 प्रतिशत उस फुल लोड करंट रेटेड करंट की अनुमति देने के लिए आवश्यक है इसलिए परिणामस्वरूप एक्साइटिंग करंट वह है जिसे शॉर्ट सर्किट स्थिति के तहत करंट कहा जाता है जिसमें फुल लोड करंट का 01 से 05 प्रतिशत होता है तो एक्साइटिंग करंट का मतलब I0 है इसलिए यह नेगलिजिबल है बहुत छोटा है और ट्रांसफर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस बहुत छोटी है यहां 5 से 8 प्रतिशत रेटेड वोल्टेज फुल लोड करंट को प्रसारित करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि यह शॉर्ट सर्किटएड है और ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस बहुत छोटे आकार की है तो वाॅटमीटर रीडिंग वास्तव में कॉपर लॉस देगा और यह एमीटर रीडिंग फुल लोड करंट बताएगा Refer Slide Time 1301 तो इस मामले में यह 110 220 वोल्ट माना जाता है उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर कहें अगर यह 22 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो हाय वोल्टेज साइड वास्तव में 220 वोल्ट है तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज में 220 वोल्ट के 5 से 8 प्रतिशत की आवश्यकता होती है इसका मतलब है मुश्किल से 11 वोल्ट की आवश्यकता होती है अगर 11 वोल्ट के बारे में बात करें तो 11 वोल्ट एक रेटेड करंट सप्लाई करता है जो 22 केवीए ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट है तो हाय वोल्टेज साइड को 22 1000 वोल्टेज द्वारा निकाला जाता है जो कि 220 है तो 10 एम्पियर मिलेगा इसका मतलब है कि 10 एम्पियर को प्रवाहित करने की अनुमति देगा यदि 5 प्रतिशत 11 वोल्ट है तो लगभग 11 12 या 13 वोल्ट मिलेगा इसमें आप पाएंगे कि 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है इसलिए VARIAC को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है मान लीजिए अगर यह बहुत तेज है फिर फ्यूज बंद हो जाएगा फिर से कॉल करने के लिए फिर से सप्लाई बंद करनी होगी और फ्यूज वायर को फिर से कनेक्ट करना होगा Refer Slide Time 1357 यह एक ट्रांसफॉर्मर के लिए मेरे द्वारा अध्ययन किया गया इक्विवेलेंट सर्किट है और यह शॉर्ट सर्किट करंट है और यह I0 है यह I0 ISC की तुलना में बहुत कम है इसीलिए इस इस टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे Rc में हो रहे इस नुकसान के लिए वाॅटमीटर में वॉटमीटर की रीडिंग जो कि शॉर्ट सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट सर्किट है उसको नेगलेक्ट करेंगे अगर इसे नेगलेक्ट करें तो यह हिस्सा है क्योंकि यह कंपोनेंट यह लॉस बहुत नेगलिजिबल होगा Refer Slide Time 1423 तो इसका मतलब है यह एक साधारण सर्किट होगा सरल सीरीज सर्किट तो R1 X1 R2 X2 सभी सीरीज में हैं तो यह शॉर्ट सर्किट स्थिति के तहत एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट है तो वोल्टेज Vsc और करंट Isc है Refer Slide Time 1438 और पॉवर Wsc जो कि कॉपर लॉस है Isc फुल लोड करंट है और Vsc वोल्टेज है मैंने आपको शॉर्ट सर्किट की स्थिति के तहत लो वोल्टेज की स्थिति में फिर से जोड़ने के लिए 5 से 8 प्रतिशत बताया है Refer Slide Time 1449 तो इसका मतलब है कि Z की वैल्यू ज्ञात करने के लिए VscIsc लेंगे जो कि हमें प्राप्त होने वाले ट्रांसफार्मर का इमपीडांस है जो कि R 2 X2 2 पर मूल है वास्तव में R R1 R2 और X X1 X2 है एक और बात जानने के लिए कि Isc2 R कॉपर लॉस वाटमीटर रीडिंग WSC क्योंकि टोटल R निकालने के लिए R1R2 करते है तो Isc2 R WSC वाटमीटर रीडिंग है इसलिए R WSC Isc2 करेंगे तो इससे हमें R1 R2 मिलता है इन मूल्यों को सभी हाई वोल्टेज साइड के लिए संदर्भित किया जाता है क्योंकि हाय वोल्टेज साइड पर एक शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है इसलिए यह Z हमें मिला है Refer Slide Time 1527 तो यह X रूट ओवर Z 2 R 2 है लेकिन Z जिसे X भी कहते हैं एक साथ उसे X1 X2 लिख सकते हैं और R को R1 R2 लिखते हैं लेकिन हम इसे कैसे अलग करेंगे Refer Slide Time 1542 इसलिए आम तौर पर रेजिस्टेंस को प्राइमरी और सेकेंडरी पर डीसी माप करके अलग किया जा सकता है और एसी मानों के लिए विधिवत सही कर रहे हैं यह एक मैं इस वीडियो पाठ्यक्रम में नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस का पता कैसे लगाया जाए अगर यह पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रत्येक साइड पर रेजिस्टेंस को मापता है यह कैसे करेंगे यह कि रेजिस्टेंस को प्राइमरी और सेकेंडरी पर डीसी माप करके और AC मानों के लिए विधिवत सही करके अलग किया जा सकता है इसे अब हमें खुद करने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि रिएक्टेंस को इस तरह से अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन जहां आपको आवश्यकता थी इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के समान रूप से अनुमानित किया जा सकता है Refer Slide Time 1632 एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ट्रांसफार्मर के लिए आमतौर पर X1 X2 किसी भी साइड में भेजा जाता है यह एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ट्रांसफार्मर के लिए और R1 R2 के लिए पर्याप्त रूप से सटीक है बस एक एक्सरसाइज को देखने के लिए इस फोरम पर डाल दिया कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं और हम जवाब देंगे कि यह सही है या नहीं तो एक और बात संख्यात्मक है इसमें हम बाद में आएंगे Refer Slide Time 1657 एक और बात एक ऑटोट्रांसफॉर्मर है जिसे कहा जाता है कि मूल रूप से यह वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है अब तक मैंने जो भी बात की है मुझे पता है कि मैंने भी कुछ कहा है एक उदाहरण का मतलब ऑटोट्रांसफ़ॉर्मर भी नहीं है लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने लिया है तो मुझे ऑटोट्रांसफॉर्मर का एक उदाहरण बताएं जहां ऑटोट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जा रहा है मैंने जो कुछ लिखा है शायद टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए है वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सभी वोल्ट एम्पीयर को मैग्नेटिकली रूप से स्थानांतरित किया जाता है जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के लिए भी देखा जाता है Refer Slide Time 1741 जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़े होते हैं तो वाइंडिंग का वह हिस्सा दोनों के लिए सामान्य है ट्रांसफार्मर को ऑटोट्रांसफॉर्मर के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है वास्तव में प्राइमरी सेकेंडरी R है जिसमें वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़ा हुआ है जो कि वैडिंग के उस हिस्से से जुड़ा है दोनों के लिए आम है उस स्थिति में हम इसे ऑटोट्रांसफॉर्मर कहते हैं Refer Slide Time 1801 उदाहरण के लिए यहां एक एप्लिकेशन है जहां कुछ लिखा गया है कि इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स वैरिएबल वोल्टेज बिजली की आपूर्ति जो कि VARIAC है बस मैंने उल्लेख किया है लो वोल्टेज करंट लो वोल्टेज और करंट लेवल के बारे में तो मूल रूप से अगर इस तरह से माना जाता है तो पहले थोड़ा हमें समझना होगा कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कुछ भी करने से पहले मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह केवल 1 1 वाइंडिंग है केवल 1 वाइंडिंग देख सकते हैं एक उदाहरण के लिए यदि मैं चाहता हूं कि यह दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो तो हम क्या करेंगे इसे हम 1 वाइंडिंग मानते हैं और यह एक हम एक और वाइंडिंग मानते हैं दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए मानो यह 1 है जैसे कि इस तरह से कल्पना करते हैं इसलिए यदि आप इस भाग पर विचार करते हैं तो यहां करंट फ्लो हो रहा है जिसे I1 कहते हैं और यदि आप इस भाग पर विचार करते हैं तो यह I2 I1 है इस तरह मेरा यह मतलब है जैसे कि यह हिस्सा 1 वाइंडिंग है और यह हिस्सा दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह 1 वाइंडिंग है जो हमने वहां अध्ययन किया है अभी तक हमने जो भी अध्ययन किया है इसलिए उस स्थिति में जिसे हम इसे कहते हैं यह करंट फ्लो I1 है और करंट मान लें कि यदि लोड जुड़ा हुआ है तो यह I2 है और इसे यदि इस दिशा में लिया जाता है तो करंट I1 I2 होगा लेकिन मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया है तो यह I2 I1 होगा तो A से C के लिए यह A है और यह टोटल वाइंडिंग संख्या N1 है और B से C की संख्या के लिए N2 है और A से B तक बहने वाला करंट I1 है और C से B इस दिशा में I2 I1 है यह करंट I1 है और यह वोल्टेज V1 है और यह वोल्टेज V2 जैसा है वैसा ही है लेकिन जब दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पर विचार किया जाता है जैसे कि यह 1 वाइंडिंग है और यह एक और वाइंडिंग है जब हम ऑटोट्रांसफॉर्मर देखते हैं तो हम इसे एक अलग तरीके से बनाएंगे Refer Slide Time 1948 यह एक ऑटोट्रांसफॉर्मर है लेकिन हमें इन 2 की तुलना करनी होगी तो इस मामले में ऑटोट्रांसफॉर्मर के पास दो वाइंडिंग काउंटरपार्ट्स की तुलना में कुछ लो रिएक्टेंस लो लॉसेस छोटे एक्साइटिंग करंट और बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन हैं इससे प्राइमरी N1 में बदल जाता है Refer Slide Time 1959 मैंने कहा कि N2 के साथ वाइंडिंग सेक्शन AC को कम वोल्टेज के सेकेंडरी वाइंडिंग सेक्शन BC के लिए टैप किया जाता है अब दो वाइंडिंग वोल्टेज रेश्यो में बदल जाता है तो दो वाइंडिंग वोल्टेज के लिए मैंने आपको बताया कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए यह 1 वाइंडिंग है Refer Slide Time 2016 यह 1 वाइंडिंग है यह वोल्टेज V1 यह वोल्टेज V2 है तो इसका मतलब है कि यह वोल्टेज V1 V2 है मेरा मतलब यह है यह वोल्टेज V1 V2 है और यह V2 है अगर यह दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसलिए K वास्तव में दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए V2 द्वारा V1 V2 के बराबर होगा इसका मतलब है इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है जैसे N1 N2 डिवाइडेड बाय N2 इस हिस्से को केवल समझना होगा यहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इसलिए इस मामले में मैं K V1 V2V2 N1 N2N2 लिख रहा हूं बेशक N1 N2 से अधिक है Refer Slide Time 2056 अब जब ऑटोट्रांसफॉर्मर को ऑटोट्रांसफॉर्मर के रूप में लिया जाता है तो इसका वोल्टेज और रेशियो V K V1V2 होगा Refer Slide Time 2108 ऑटोट्रांसफॉर्मर के लिए एक ही वाइंडिंग हम दोनों के लिए उपयोग कर रहे हैं तो एक ऑटोट्रांसफॉर्मर के लिए यह एक टर्न है जो कि N1 है और यह एक और टर्न है एक ही वाइंडिंग है कुछ हम इसे बाहर टैप कर रहे हैं वही सेम वाइंडिंग है तो एक ऑटोट्रांसफ़ॉर्मर के लिए K कहें V1 V2 N1 N2 है जब हम ऑटोट्रांसफॉर्मर के रूप में ले रहे हैं तो यह फुल ट्रांसफार्मर और इसका हिस्सा उस वोल्टेज हैं जिसे हमने इस से टैप किया है कि कुछ भाग A और C के बीच जो कि B और C है के बीच कहते हैं तो इस मामले में K V1V2 N1N2 जो 1 से अधिक है क्योंकि डायग्राम में N1 N2 से अधिक है इसलिए K V1 V2 V2V2 हैं तो इसे V1 V2V2 1 के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए V1 V2V2 k है तो K K K1 यह ऑटोट्रांसफॉर्मर टंस रेश्यो और दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रेशियो के बीच का संबंध है जिस तरह से हमने माना है Refer Slide Time 2228 अब हम दो वोल्ट की ट्रांसफार्मर के रूप में 2 वोल्ट एम्पीयर रेटिंग की तुलना करते हैं मैंने बताया कि वोल्टेज वह है जो TW यानी दो वाइंडिंग है TW दो वाइंडिंग है तो दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए वोल्ट V1 V2 I1 I2 I1 V2 होगा जैसे कि इस तरह से जाना जैसे कि यह एक वाइंडिंग है Refer Slide Time 2247 तो मानो संदर्भ समय 2251 यहाँ वोल्टेज V1 है यह V2 है यहाँ वोल्टेज V1 V2 और इसके माध्यम से बहने वाला करंट I1 है इस वाइंडिंग के लिए यह वोल्ट एम्पीयर रेटिंग है जैसे कि 2 वाइंडिंग इस तरह से अलग होती हैं इमेजिन करिए की यह एक और वाइंडिंग वोल्टेज है V2 I2 I1 दोनों को एक ही होना होगा अगर रेटिंग वोल्ट एम्पीयर रेटिंग हो तो जैसे कि यह एक वाइंडिंग है जैसे कि यह एक और वाइंडिंग है मेरा मतलब है कि यह इस तरह है और यहां यह वोल्टेज है V1 V2 और करंट I1 और यहां वोल्टेज V2 है और करंट I2 I1 हैइस तरह से कल्पना करें तो यही कारण है कि यह V1 V2 I1 I2 I1 V2 है Refer Slide Time 2340 जब एक ऑटोट्रांसफॉर्मर के रूप में उपयोग किया जाता है तो वोल्ट एम्पीयर वह होगा जो V1 I1 होगा क्योंकि इसमें समान वाइंडिंग है तो ऑटोट्रांसफॉर्मर के लिए यह पूरी वाइंडिंग है Refer Slide Time 2353 जैसे कि इस तरह से मुझे लगता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी है तो ऑटोट्रांसफॉर्मर के लिए अगर ले तो यह V1 है और करंट I1 है जैसे V1 I1 और आउटपुट हम V2 ले रहे हैं जिसे I2 I1 के रूप में लिखते हैं तो इस मामले में ऑटोट्रांसफॉर्मर के लिए V2 I2 वास्तव में यह है ऑटोट्रांसफॉर्मर इनपुट के लिए मुझे इनपुट देखना होगा इनपुट यहाँ यह पूरी वाइंडिंग है यहाँ इनपुट V1 I1 है और यहाँ आउटपुट I2 है Refer Slide Time 2429 तो यह V2 V2 I2 है क्योंकि यह करंट I2 लोड और वोल्टेज पर जा रहा है यहां V2 है इसलिए यदि यह केवल एक आदर्श मामला है तो यह V2 I2 V1 यह एक ऑटोट्रांसफॉर्मर है तो यह एक ऑटोट्रांसफॉर्मर है इसलिए हम VA दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को VA कर सकते हैं हम यहां लिख सकते हैं कि VA दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर V1 V2 I1 यह एक है इसलिए न्यूमैरेटर एंड डिनॉमिनेटर को V1 द्वारा विभाजित करें तो यह V1 V2V1 V1 I1 या VA दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा इस ब्रैकेट भाग में 1 V2V1 V1 I1 लिख सकता है Refer Slide Time 2526 या V2 V1 N2 N1 1 N2 N1 और V1 I1 द्वारा V2 लिख सकते हैं जो ऑटोट्रांसफॉर्मर की वोल्ट एम्पीयर रेटिंग है यह VA ऑटो है क्योंकि यह V1 I1 V2 I दो है तो यह एक VA ऑटो ट्रांसफार्मर है इसलिए अगर इन सभी चीजों को सरल किया जाए तो VA इस N1 N2N1 कह सकते है तो न्यूमैरेटर और और डिनॉमिनेटर को N2 से गुणा करता है इसलिए जो होगा वह N1 N2N2 N2N1 वोल्ट एम्पीयर ऑटो लिख सकता है इसलिए यह N1 N2N2 जिसे N2 N1 भी कहते हैं वह कुछ नहीं बल्कि K K VA ऑटो है इन सभी भागों को कृपया करके अच्छे से करिए यह रिलेशनशिप K K1 है इसलिए वे इस रिलेशनशिप का उपयोग करते हैं तो K के द्वारा एक VA दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को प्राप्त किया जा सकता है तो यह K और K पहले से ही N1N2 दिया गया है तो यह K K VA ऑटो है या VA ऑटो K लिख सकते हैं हमने K1 डाल दिया है क्योंकि हमने पहले K K1 पार देखा है लेकिन और K K1 लगाओ तो VA ऑटो K 1K VA दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या VA ऑटो 1 K VA दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा इसका मतलब है कि VA ऑटो दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से अधिक है यानी ऑटोट्रांसफॉर्मर की वोल्ट एम्पीयर रेटिंग दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वोल्ट एम्पीयर रेटिंग से अधिक है क्योंकि K अधिक है जिसे K कहते हैं वह हमेशा 0 से अधिक है तो स्वाभाविक रूप से VA ऑटो जो दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के VA से अधिक होगा इस सिंगल फेस के साथ यह ट्रांसफार्मर का टॉपिक खत्म हो गया है और कुछ संख्यात्मक संख्याओं को देखेंगे और यह एक बहुत ही सरल बात है और कुछ भी नहीं है बस ऑटोट्रांसफॉर्मर के साथ कोई भ्रम नहीं होना चाहिए यह एक बहुत ही सरल बात है तो एक उदाहरण लीजिए Refer Slide Time 2734 4 केवीए के अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर 200 वोल्ट 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है ये दिए गए पैरामीटर हैं Re Xe और Rc 600 ओम हैऔर Xm दिया जाता है Refer Slide Time 2749 अब जब 200 वोल्ट के रेटेड वोल्टेज को प्राइमरी पर लागू किया जाता है तो करंट 10 एम्पीयर 08 पावर फैक्टर लैगिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में बहता है गणना करना होगा तो यह एक समस्या है जब 200 वोल्ट का रेटेड वोल्टेज 10 एम्पीयर 08 के प्राइमरी करंट पर लगाया जाता है तो पावर फैक्टर लेगिंग सेकेंडरी वाइंडिंग करंट में बहता है सेकेंडरी साइड में प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज में करंट की गणना करना है यह बहुत ही सरल है यह सर्किट है Refer Slide Time 2815 तो यह मेरा इक्विवेलेंट सर्किट Re1 Xe1 है यह जो इस साइड को एक लोड दिया जाता है तो यहां प्राइमरी साइड के संदर्भ में सब कुछ है तो उस मामले में अब जब हमने पहले देखा है तो हमें पता है कि जब हम इसे उस तरफ बदल देते हैं तो यह V2 K V2 और यह लाइन लोड दिखाएगा Refer Slide Time 2834 इससे पहले हम इस सर्किट को देख चुके हैं 200 वोल्ट मापदंडों को Re1 Xe1 Rc Xm सभी दिए गए हैं Refer Slide Time 2844 तो I2 को 10 एम्पीयर भी दिया जाता है I2 08 पावर फैक्टर लेगिंग में 10 एम्पीयर है तो I2 सेकेंडरी साइड पर है इसलिए मुझे इसे प्राइमरी साइड में लाना है तो I2 I2 N2N1 होगा क्योंकि N1 I2 N2 I2 होगा तो I2 को 08 पावर फैक्टर लैगिंग में 20 एम्पीयर मिलेगा यह 3687 डिग्री लेगिंग है इसका मतलब है I2 16 j12 एंपियर होगा प्रत्यक्ष रूप से अब यह समझ में आता है इसलिए सीधे हम लिख रहे हैं Refer Slide Time 2916 और Ic 200 को 600 से डिवाइड किया जाएगा क्योंकि Rc 600 ओम टर्मिनल वोल्टेज 200 है तो यह बहुत अधिक है और Im 200 300 से डिवाइड किया जाएगा तो I0 Ic j Im तो यह करंट I है जोकि नो लोड करंट I0 है Refer Slide Time 2932 इसलिए I1 I0 I2 है बस इन दोनों को जोड़ें I1 2067 एंगल 378 डिग्री एम्पीयर और V2 प्राप्त करेंगे हम जानते हैं कि इससे पहले हमने एक समस्या हल की है हमने डेरिवेशन में भी देखी है तो V2 को निकालने के लिए V1 I2 Re1 j Xe1 करना होगा तो उस स्थिति में V2 प्राप्त करने के लिए V1 I2 Re1jXe1 को हल करना होगा यानी 1932 एंगल 12 डिग्री वोल्ट होगा Refer Slide Time 2954 और पता है कि इस वोल्ट को क्या कहते हैं और V2 K V2 को जानते हैं तो V2 होगा जिसे 3864 एंगल 12 डिग्री वोल्ट क्योंकि K आधा है तो उस वोल्ट रेशियो को 200 से दिया जाता है जिसे 400 कहा जाता है तो यह एक साधारण समस्या है Refer Slide Time 3021 अब उदाहरण 11को देखते हैं एक ट्रांसफार्मर में यूनिटी पावर फैक्टर पर 15 केवीए में 098 की अधिकतम एफिशिएंसी है दिन के दौरान इसे निम्नानुसार लोड किया जाता है क्योंकि हमने पूरे दिन की एफिशिएंसी का पता लगाया है तो10 घंटे यह 3 किलोवाट पावर फैक्टर 06 था यह आम तौर पर लैगिंग कर रहा है लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं है इसलिए 5 घंटे 10 किलोवाट पावर फैक्टर 08 और 5 घंटे 15 किलोवाट पावर फैक्टर 09 और 4 घंटे बिना किसी लोड के है इसलिए इसे कुल 24 घंटे के लिए जोड़ें और पूरे दिन की एफिशिएंसी निकालें जोकि 10 घंटे 3 किलोवाट होगी तो मूल रूप से 3 किलोवाट 10 का मतलब 30 किलोवाट घंटा है तो इसी तरह से Refer Slide Time 3102 ट्रांसफार्मर की अधिकतम एफिशिएंसी 098 है जो दी गई है अब लोड जिस पर अधिकतम एफिशिएंसी होती है यूनिटी पावर फैक्टर पर 15 केवीए होता है जो दिया जाता है जिससे 098 अधिकतम एफिशिएंसी 15 केवीए में यूनिटी पावर फैक्टर होती है Refer Slide Time 3119 इसका मतलब है अधिकतम एफिशिएंसी में आयरन लॉस कॉपर लॉस ड्राइव होता हैजो हमने प्राप्त की है हम जानते हैं कि अधिकतम एफिशिएंसी के लिए zeta अधिकतम XpflX pfl 2 Wi जो हमने प्राप्त किया है जो आउटपुट आउटपुट2 Wi होगा Refer Slide Time 3137 अब यूनिटी पावर फैक्टर पर आउटपुट 15 केवीए है तो 15 1000 1 जो कि वॉट का यह हिस्सा है उसे 151000 1 2Wi के साथ डिवाइड करेंगे जिससे हमें 098 एफिशिएंसी मिलेगी क्योंकि अधिकतम एफिशिएंसी 098 है जिसमें से हमें Wi 153 वाट मिलेगा हां 0153 किलोवाट इसलिए अधिकतम एफिशिएंसी एफिशिएंसी वाले आयरन लॉस पर कॉपर लॉस है तो यह 0153 किलोवाट है अब एक अंतराल जो कि 10 घंटे का लोड है 3 से 06 है जो कि 5 केवीए है क्योंकि पावर फैक्टर 06 है और यह 3 किलोवाट है इसलिए 5 केवीए है जिसमें कॉपर लॉस हमें इस भार का पता लगाना होगा कॉपर लॉस 2 लोड के रेशियो में होता है तो हम यह ध्यान रखेंगे कि केवीए 15 मूल्यांकन किया गया है और उस समय लोड 5 है इसलिए यह 5 से 15 2 0153 होगा इसलिए यह 0017 किलोवाट है क्योंकि कॉपर लॉस लोड के साथ बदलता रहता है इसलिए उस समय यह किलोवाट को पावर फैक्टर द्वारा विभाजित किया गया है तो केवीए देगा Refer Slide Time 3244 तो इसी तरह कि एनर्जी लॉस 0017 10 होगी इसलिए यह 017 किलोवाट आवर है जिसे हम एनर्जी लॉस कहते हैं इसी तरह 3 किलोवाट पावर फैक्टर पर यह 10 घंटे है उस लोड को 3 किलोवाट कहा जाता था इसलिए हमने इसे KVA में बदल दिया और यह 2 लोड पर निर्भर है उस समय को हम एनर्जी लॉस कहेंगे लेकिन अगर यह एक सिंपल लोड है तो कुछ भी नहीं दिया जाता है तो 3 किलोवाट 10 का मतलब 30 किलोवाट घंटे होगा थोड़ा सा हमने शुरुआत में देखा है मुझे लगता है कि डीसी सर्किट विश्लेषण के लिए कुछ देखा है तो इसी तरह 5 घंटे के अंतराल में है Refer Slide Time 3335 तो लोड 12 पॉइंट 5 केवीए है क्योंकि 10 08 है जिसमें 08 पावर फैक्टर है तो कॉपर लॉस 125 152 0153 होगी जिससे हमें 01042 किलोवाट मिलेगा तो एनर्जी लॉस 501042 होगी जो 0521 किलोवाट आवर है Refer Slide Time 3353 इसी तरह फ्री इंटरवल का पावर फैक्टर 09 है और यह 18 किलोवाट है इसलिए 18 09 तो 20 किलोवॉट एम्पीयर होगा तो उस समय कॉपर लॉस 2015 होगी इसका मतलब है कि अगर ट्रांसफार्मर 20 पर रेटिंग 20 पर है तो ओवरलोड हो जाता है इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर अतिभारित है तो 20 15 2 0153 0272 किलोवाट होगा तो एनर्जी लॉस 5 0272 होगी जिससे 136 किलोवाट आवर वैल्यू मिलेगी Refer Slide Time 3421 तो इंटरवल 4 को देखते हैं जिसमें 4 घंटे में नो कॉपर लॉस 0 होगा जिसके कारण एनर्जी लॉस 0 है Refer Slide Time 3428 अब पूरे दिन के दौरान आयरन लॉस के कारण एनर्जी लॉस को देखते हैं आयरन लॉस 0153 को 24 घंटे से गुड़ा करेंगे जिससे 3672 किलोवाट आवर आउटपुट मिलेगा इसलिए पूरे दिन के दौरान कॉपर लॉस के कारण एनर्जी लॉस 0170521136 बढ़ जाती है जोकि 2051 किलोवाट घंटा होती है Refer Slide Time 3447 तो कुल एनर्जी लॉस निकालने के लिए कॉपर लॉस और आयरन लॉस को ऐड करना पड़ता है जैसे कि 2051 3672 है यह पूरे दिन के दौरान कुल उत्पादन की वैल्यू है Refer Slide Time 3457 तो यह 310105185 है यह आउटपुट है और यह कॉपर लॉस है तो यह 170 किलोवाट आवर है इसलिए पूरे दिन की एफिशिएंसी आउटपुट आउटपुट लॉसेस होगी इसलिए यह आउटपुट 170 है और यह मेरा कॉपर लॉस है और यह एनर्जी के लिहाज से एनर्जी है तो यह 967 प्रतिशत हो जाएगा तो यह कुछ 1 या 2 और उदाहरण हैं जैसे कि ऑटोट्रांसफॉर्मर और इस चीज को क्या कहते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे Glossary Word Meaning Hindi Meaning lagging power factor लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर leading power factor लीडिंग पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर lead लीड लीड horizontal projection हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन unity power factor यूनिटी पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर polarity test पोलरिटी टेस्ट पोलरिटी टेस्ट negative नेगेटिव नकारात्मक positive पॉजिटिव सकारात्मक interchange इंटरचेंज लेन देन additive एडिटिव एडिटिव open circuit test ओपन सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट shunt शंट अलग धकेलना supply voltage सप्लाई वोल्टेज वोल्टेज आपूर्ति equivalent circuits इक्विवेलेंट सर्किट बराबर सर्किट negligible नेगलिजिबल नगण्य approximate circuit एप्रोक्सीमेट सर्किट अनुमानित सर्किट exciting current एक्साइटिंग करंट रोमांचक वर्तमान loss लॉस हानि impedance इमपीडांस इमपीडांस forum फोरम मंच electrically isolated इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड विद्युत पृथक magnetically मैग्नेटिकली चुंबकीय starters variable स्टार्टर्स वैरिएबल शुरुआत चर voltage regulation वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज अधिनियम counterparts काउंटरपार्ट्स समकक्षों turn टर्न मोड़ same सेम वही denominator डिनॉमिनेटर भाजक numerator न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर relationship रिलेशनशिप संबंध ratio रेशियो अनुपात efficiency एफिशिएंसी दक्षता overload ओवरलोड अधिभार